स्वागत है छात्रों हम कंपनियों की फाइनेंसियल मैनेजमेंट तैयार माल सूची अनुपात और फिर स्टॉक होल्डिंग पीरियड के दिन इस श्रृंखला में हम और आगे बढ़ेंगे मैं आपके साथ कुछ और रेश्यो के बारे में बात की थी पहले हमने कर्रेंट एसेट में हमें जो देखना है वह यह है कि कोई भी कंपनी उस कंपनी से उधार ले रही है जो उधार लेने वाली कंपनी का विश्लेषण कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उधार लेने वाली कंपनी भी बाजार में उत्पाद बेच रही है तो हो सकता है कि आप अपने व्होलसेलर की गणना करके हम संभावित उधार कंपनी के कार्यशील पूंजी प्रबंधन का अध्ययन करने की कोशिश कर सकते हैं और हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वे बाजार में क्रेडिट पर बेच रहे हैं तो कितनी जल्दी वे क्रेडिट की बिक्री एकत्र करने में सक्षम हैं इसलिए इस रेश्यो कंपनी हैं और उन्हें वापस भुगतान करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी लेकिन अगर वे भी बाजार में क्रेडिट पर बेच रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि उनकी कुल बिक्री का क्रेडिट सेल रेश्यो बहुत बड़ा है तो यह प्रश्नचिह्न खड़ा करता है यदि उनकी बिक्री जल्दी से संग्रहणीय नहीं है तो वे जिस फर्म से खरीद रहे हैं उसे वापस भुगतान कैसे कर पाएंगे तो जो फर्म उधार लेने वाली फर्म के बारे में विश्लेषण कर रही है उधार लेने वाली फर्म के प्राप्य प्रबंधन की समीक्षा करनी होगी और उसका विश्लेषण करना होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेश्यो संग्रहण अवधि का आकलन करने का प्रयास करते हैं वे कितने क्रेडिट पर बेच रहे हैं हाँ वे क्रेडिट पर बेच रहे हैं सकल बिक्री में से क्रेडिट बिक्री का कितना परिमाण है एक्स राशि और फिर उस क्रेडिट की बिक्री सामूहिक रूप से कितने समय में होती है इस प्रकार ऋण लेने वालों की अवधि का पता लगाना होगा तैयार माल सूची कारोबार रेश्यो पाते हैं प्राप्तियों के हिसाब से इसका मतलब यह है कि इस कुल राशि में से जब आप सकल की गणना करते हैं तो मुझे लगता है कि यह सकल बिक्री है अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेश्यो द्वारा विभाजित किया गया है उदाहरण के लिए बिक्री Rs3000 हैं और कहते हैं उनकी व्यापार प्राप्ति 100 रुपये के लिए होती है मतलब कुल 3000 बिक्री में से 100 रुपये की बिक्री क्रेडिट पर होती है यहां बिक्री 30 गुना है इसका मतलब है कि रेश्यो बहुत बहुत अधिक है उनकी कुल बिक्री का 30 गुना है वे जो क्रेडिट पर बिक्री रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कुल बिक्री का परिमाण बहुत बड़ा है और इसका कुछ अंश वे क्रेडिट पर बेच रहे हैं जो बहुत बड़ी राशि नहीं है कंपनी बहुत कुशल है ज्यादातर उनका उत्पादन अंतिम उपभोक्ताओं के लिए जा रहा है या हो सकता है कि वे उस दूसरी कंपनी से खरीद रहे हैं जो ग्राहकों को बड़े पैमाने पर नकद में दे रही है और क्रेडिट पर नहीं यदि कोई क्रेडिट है तो यह बहुत कम मात्रा में बिक्री है इसलिए यह एक अच्छा संकेत है इस खाते की गणना के बाद रिसीवेबल्स टर्नओवर रेश्यो द्वारा विभाजित 365 के रूप में की जाती है यहां हमें 365 को 30 बार विभाजित करना है यानी लगभग 12 दिन तो इसका मतलब है कि उनकी एवरेज की बात करें भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में एवरेज संग्रह की अवधि लगभग 3 से 4 महीने है कभी कभी 6 महीने भी तो यह फर्म की निपुणता को इंगित करता है वह फर्म जो उत्पादन में कुशल है और जिसका उत्पाद बाजार में आसानी से स्वीकार्य है फिर उनकी क्रेडिट अवधि बहुत कम होगी और कुल बिक्री में से क्रेडिट बिक्री एक बहुत छोटी राशि होगी इसलिए यदि आप वास्तविक जीवन में कल किसी कंपनी का विश्लेषण कर रहे हैं तो देखें क्रेडिट वसूली अवधि के रूप में 12 दिन अच्छे हैं या बुरे इन 12 दिनों की तुलना करने के लिए कुछ बेंचमार्क में 15 दिनों की अवधि या शायद अन्य क्षेत्रों में भिन्न हो इसलिए यह सेक्टर का विश्लेषण करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी अब अगला रेश्यो के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा भाग लेनदार की भुगतान अवधि है तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि कुल खरीद में से किस राशि की खरीद क्रेडिट पर है और दूसरी बात लेनदारों के भुगतान की अवधि क्या है खरीद के लिए व्यापार क्रेडिट द्वारा विभाजित खरीद का आप यहां गणना करते हैं इसलिए यह लेनदारों का टर्नओवर रेश्यो आंकड़ा लेना चाहिए लेकिन यहां आप केवल एक वर्ष का समापन आंकड़ा ले सकते हैं यह वह वर्ष है जिसमें आप विश्लेषण कर रहे हैं लेकिन अगर आप पिछले 3 साल या पिछले 5 या 6 साल का विश्लेषण कर रहे हैं तो आप अंतिम वर्ष के अंत में समापन का आंकड़ा लेंगे कंपनी के बैलेंस शीट का पता लगाना होगा उदाहरण के लिए कहें उन्होंने 300 रुपये की खरीदारी की है और इसमें क्रेडिट खरीद 30 रुपये की है यह एक ट्रेड क्रेडिटर्स 10 बार काम करता है इसका मतलब है कि कुल खरीद क्रेडिट खरीद का 10 गुना है जो बहुत अधिक आंकड़ा नहीं है इसका मतलब है उन्होंने एक साल में कुल 300 रुपये की खरीदारी की है और उसमें से 30 रुपये की खरीदारी क्रेडिट पर है तो यहाँ कुल खरीद केवल 10 गुना है यह आंकड़ा 20 गुना 30 गुना 40 गुना हो सकता है यहाँ उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि कुल खरीद 3000 रुपये की है और व्यापार का भुगतान रु 30 है कुल खरीद क्रेडिट खरीद का 100 गुना है तो उन्होंने 300 से 3000 तक की कुल खरीदारी की है और व्यापार का भुगतान Rs30 के समान है लेनदारों का कारोबार रेश्यो 10 गुना नहीं है यह 100 गुना है उनकी कुल खरीद में क्रेडिट खरीद बहुत अधिक नहीं है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के पास अन्य आपूर्तिकर्ताओं से क्रेडिट पर खरीदने के लिए पर्याप्त रास्ते है और विश्लेषण करने वाली कंपनी उन्हें क्रेडिट देने का फैसला कर सकती है क्योंकि कुल खरीद में से उनकी क्रेडिट खरीद बहुत अधिक नहीं है इसलिए वे समय पर अपना बकाया चुकाने में सक्षम होंगे जब क्रेडिट नियत तारीख पर परिपक्व हो जाता है तो खरीदने वाली कंपनी विक्रय कंपनी को भुगतान करने में सक्षम होगी तो चलिए दूसरे भाग को देखते हैं अर्थात् लेनदार की भुगतान अवधि लेनदारों की भुगतान अवधि की गणना के लिए हमें 365 दिनों का या 360 दिनों का विभाजित करना होगा आप एक वर्ष में कुल दिनों के रूप में 360 दिन या 365 दिन भी ले सकते हैं उदाहरण के लिए यदि टोटल परचेस की मदद से निर्णय लेना होगा आप बाजार में अन्य खिलाड़ियों को भी देख सकते हैं जो समान उद्योग में हैं वे कितने क्रेडिट अवधि का आनंद ले रहे हैं और कितने समय के बाद वे भुगतान कर रहे हैं हमें उसकी तुलना करनी होगी इन दिनों उद्योग का एवरेज सेंटर नामक कंपनी के स्वामित्व में है इसलिए यदि आप इस PROWESS डेटाबेस से कम या अधिक के साथ मेल खाता है तब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्रेडिट भुगतान अवधि स्वीकार्य है या नहीं उदाहरण के लिए यदि कुल बिक्री 10 गुना नहीं है लेकिन वे 100 गुना हैं तो आपको यहां 365 दिनों को100 से विभाजित करना होगा जो आपको 365 दिन या लगभग 4 दिन देता है इस कंपनी को एक बहुत ही कुशल वेतन मास्टर कहा जाता है और उनकी क्रेडिट खरीद कुल खरीद का एक बहुत छोटा सा अंश है और वे जिस क्रेडिट अवधि का लाभ उठा रहे हैं वह केवल 4 दिनों का है 4 दिनों के बाद वे अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते हैं तो यह लगभग एक नगण्य अवधि है और आप कह सकते हैं कि लगभग उनकी कुल खरीद नकदी पर है और कुल खरीद का बहुत कम अंश क्रेडिट पर है इसलिए इस कंपनी में पर्याप्त उधार क्षमता है यह कंपनी आपूर्तिकर्ता से ऋण की उम्मीद कर सकती है इसलिए यदि लेनदारों का कारोबार रेश्यो भुगतान अवधि 37 दिन या 365 दिनों की है उस स्थिति में हमें इस आंकड़े की इंडस्ट्री एवरेज बनाए रखते हैं तो उनके लिए भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होगी लेकिन अगर फर्म को अच्छी बिक्री करने और पर्याप्त मुनाफा होने के बावजूद भुगतान करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हमें यह पता लगाना होगा कि नकदी पर उनकी संपत्ति किस हद तक है यह फर्म की लिक्विडिटी द्वारा अध्ययन किया जाता है फिर हमारे पास कर्रेंट रेश्यो कैसे करते हैं इसलिए कर्रेंट रेश्यो लगभग 133 गुना होना चाहिए आपकी वर्तमान संपत्ति निश्चित रूप से कर्रेंट लायबिलिटी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ऋण या अन्य इच्छुक समूह जैसे बैंकों द्वारा वांछित है जो कंपनी को अल्पकालिक वित्त प्रदान कर रहे हैं वे इस रेश्यो में कमी है तो फर्म डिफ़ॉल्ट के लिए बाध्य है क्योंकि उनके पास भुगतान करने के लिए धन नहीं है वर्तमान परिसंपत्तियों के उदाहरण इन्वेंट्री एक से अधिक होना चाहिए और यह 133 तक जा सकता है क्यों अगर कर्रेंट एसेट के लिए जाएंगे वे बाजार में अल्पकालिक निवेश की बिक्री करेंगे और उन्हें नकदी में परिवर्तित करेंगे एडवांस डिपोसिट को बैंक में छूट दी जाती है और फिर वे आसानी से धन जुटा सकते हैं और उनके डिफ़ॉल्ट होने की संभावना कम हो जाती है इसलिए बैंक चाहते हैं कि फर्म के पास पर्याप्त कर्रेंट एसेट भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं अब उनके पास दो संपत्तियां बिलों में छूट देकर धन की व्यवस्था करनी होगी जो फिर से भुगतान करने वाली फर्म के लिए नुकसान है लेकिन उन्हें भुगतान करना होगा इसलिए नकदी और मार्केटेबल सिक्योरिटीज से अधिक है तो यह 133 होना चाहिए जो स्वीकार्य रेश्यो कम से कम उत्पादक है जो मुनाफे में कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं इसलिए कोई भी कर्रेंट एसेट को बनाए रखें और अगर इससे अधिक है तो यह उधार देने वाली फर्म के लिए अच्छा है लेकिन उधार लेने वाली फर्म के लिए अच्छा नहीं है तो इस रेश्यो में है यहां हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दायित्व हो सकता है यदि उन्होंने कोई पैसा उधार लिया है तो उन्हें भुगतान करना होगा यह अल्पकालिक ऋण से किया जाएगा यह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की गणना की जाती है यदि ब्याज पहले से ही भुगतान किया गया है तो विश्लेषण करने का कोई मतलब नहीं है इसके लिए आपको ब्याज और ओब्लिगेशन हो सकता है तो मूलधन और ब्याज की अदायगी इन दोनों कॉम्पोनेंट्स हम इसे DSCRकहते हैंयह न्यूनतम 2 बार होना चाहिए अगर इससे ज्यादा है तो ठीक है लेकिन अगर यह न्यूनतम 2 गुना है तो यह उचित है स्वीकार्य है और चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि फर्म प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों इस कुल विश्लेषण में से हम एक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि उधार लेने वाली फर्म बाज़ार में रहने वाली है यह फर्म एक खरीदने योग्य फर्म है और यह फर्म वित्तीय रूप से सक्रिय फर्म है और उनके संचालन भी सक्रिय हैं उनके वित्त को प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा रहा है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे एक और नीरव मोदी या शायद मेहुल चोकसी बन जाएंगे या वे एक और विजय माल्या बन जाएंगे जो अलग अलग स्रोतों से क्रेडिट लेते हैं और फिर पर्याप्त समय के लिए क्रेडिट का आनंद लेते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं देश से वह स्थिति नहीं होनी चाहिए एक छोटा आपूर्तिकर्ता या बड़ा आपूर्तिकर्ता हो सकता है क्रेडिट सुरक्षा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए बड़ी कंपनियां जो अलग अलग इनपुट खरीदती हैं उनके आपूर्तिकर्ता आकार में बहुत छोटे होते हैं उदाहरण के लिए वीडियोकॉन जो रंगीन टीवी का निर्माण कर रहा है वे कुछ स्रोत से सर्किट खरीदते हैं कुछ स्रोत से अलमारियाँ और वे अन्य विभिन्न स्रोतों से टीवी के लिए अन्य इनपुट खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उन स्रोतों या उन आपूर्तिकर्ताओं से है जो सर्किट का निर्माण कर रहे हैं जो अलमारियाँ बना रहे हैं ग्लास भाग या स्क्रीन का निर्माण कर रहे हैं वे बहुत बड़े नहीं हैं वे छोटे हैं और उनका व्यवसाय पूरी तरह से उनके उत्पाद के अंतिम उपयोगकर्ता पर निर्भर है इसलिए वे क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं लेकिन वे एक सुरक्षा चाहते हैं कि जो भी आपूर्ति हम आपके लिए कर रहे हैं हम नियत तारीख पर हमारे फंड को वापस प्राप्त करेंगे क्रेडिट अवधि की अवधि को बनाए रखा जाना चाहिए जो आपूर्तिकर्ता के लिए मुश्किल नहीं है उपयोगकर्ता के लिए भी मुश्किल नहीं है दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए

आपूर्तिकर्ता खरीदारों को ऋण होते हैं इसलिए यहां हमें कुछ रेश्यो बनाना होगा हम ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर और फर्म की वित्तीय स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं और दोनों स्ट्रक्चरे अच्छी हैं तो चिंता न करें और क्रेडिट देते रहे लेकिन अगर ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर अच्छी है और वित्तीय स्ट्रक्चर बहुत अच्छी नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि फर्म में सुधार होगा लेकिन रिवर्स होता हैजैसे कि ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर खराब है और वित्तीय स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है कभी भी उस खरीदार को कोई क्रेडिट न दें क्योंकि आपके फंड सुरक्षित नहीं होंगे तो यह विश्लेषण का एक नतीजा है जिसे हमने कुछ रेश्योज की मदद से यहां बनाया है हालांकि ये रेश्यो और उद्योग परिदृश्य का विश्लेषण करेंगे और बाजार में ऋण पर बिक्री की संभावना का पता लगाने में वे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हम अगली कक्षा में करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद